नमस्कार मैं IIT कानपुर से जयंत चटर्जी हूं हम प्रबंध सेवाओं और समकालीन मुद्दों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इस सप्ताह में हम पहले पिछले सप्ताह की चर्चाओं के बारे में शुरू कर सकते हैं इसलिए पिछले हफ्ते अगर आपको याद है हमने एक केस अध्ययन किया था और यह केस अध्ययन अरविंद आई केयर हॉस्पिटल का था कि कैसे एक अस्पताल एक वैश्विक संगठन के रूप में समय के साथ विकसित हुआ एक सेवा मॉडल जिसे बड़ी संख्या में अनुकरण किया गया है और विश्व स्तर पर योग्य दृष्टिकोण और उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल कम कीमत के लिए प्रसिद्ध है जब हमने अरविंद आई केयर के बारे में चर्चा की तो हमने सेवा उत्कृष्टता के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जिसमें से एक सेवा प्रक्रिया के बारे में था हमने देखा कि कैसे अरविंद आई केयर ने तकनीक से असेंबली लाइन के निर्माण से विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग किया जिनको औद्योगिक इंजीनियरिंग में उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है और उन मॉडलों सिद्धांत उत्तम चलन का इस्तेमाल किया जिससे लागत में बहुत ज्यादा कमी हुईएक न्यूनतम स्तर पर प्रतीक्षा समय और कतार समय का प्रबंधन हुआ और चिकित्सकों और विशेषज्ञों का मुख्य समय अनुकूलित हुआI ताकि वे केवल मोतियाबिंद के ऑपरेशन या मधुमेह रेटिनोपैथी इलाज के मूल चरणों पर ध्यान केंद्रित कर सकें इसलिए अच्छी प्रक्रिया को बनाने के लिए अच्छे विज्ञान को अपनाकर सेवा व्यवसाय उत्कृष्ट बनाने के बारे में अरविंद को यह एक बड़ी सीख थीI हमने देखा कि कैसे उन्होंने लाइन बैलेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है कैसे उन्होंने कतार सिद्धांत का इस्तेमाल किया हैकतार प्रबंधन नौकरी विवरण और नौकरी विभाजन और काम प्रवाह का उपयोग कैसे किया हैजो एक ओर क्रम के बारे में बहुत सटीक और बहुत स्पष्ट विचार प्रदान करते हैं

यह महत्वपूर्ण होना चाहिए इसमें विकास की क्षमता होनी चाहिए यह सारी चीजें हम अरविंद नेत्र केयर की आरंभिक स्थिति में देखते हैं की कितना बड़ा अवसर है जो उन्होंने अवसर पर नज़र रखी और जो आवश्यकता थी अगली चीज है कि एक स्पष्ट परिभाषा कि क्या करना है क्या मूल्य प्रस्ताव है जो एक विशेष विपणन खंड के हिसाब से सेवा उत्पाद हो और कैसे हमारे सेवा उत्पाद प्रतियोगी से अलग होI अरविंद मूल्य प्रस्ताव बाजार में उपलब्ध कीमत के अनुसार सबसे कम और गुणवत्ता के हिसाब से कहीं अधिक था उन्होंने गुणवत्ता को पुनः परिभाषित करते हुए अपने बीमारों का इलाज लकड़ी की चारपाई पर या गर्मी में चटाई पर या वातानुकूलित कमरों के बिना कियाजब तक यह चिकित्सकीय रूप से आवश्यक नहीं था

इन प्रश्नों को 6 भागों में विघटित किया गया है जहां हमने निम्न आयामों को जुड़ा है कौन है ग्राहक आप कौन से ग्राहक हैं और कौन से ग्राहक कल होंगेI और एक छोटा सा काम है आप लोगों के लिए इस मंच पर भेजता हूंI पहले किस सिटी का चुनाव करिए फिर चित्र के अनुसार बताइए कि यह पुराने व्यवसाय की तरह का व्यवसाय है या एक नया विचार जो आप कुछ नवीनता के साथ इन 4 सप्ताह की बातचीत के बाद आपके दिमाग में बुलबुला आ रहा हैI आपको दोनों चित्रों का प्रयोग और परिभाषित कर भेजना हैI आपका सेवा व्यवसाय क्या है किनको सेवा दे रहे हैं आज किन्हे सेवा दे रहे हैं आप कल किन्हे अपनी सेवा देंगे आपकी सेवा दूसरों से अलग क्यों है कैसे उन लोगों तक पहुंचेंगे आप मेरी पुस्तक में खंडीकरण लक्षिता और स्थिति को भी समझ सकते हैंI और इसका उल्लेख लव लॉक बिट्स और स्वयं के द्वारा लिखी पुस्तक " सेवा विपणन जनता प्रौद्योगिकी रणनीति" सातवा संस्करण पीयरसन इंडिया के द्वारा प्रकाशित पुस्तक से ले सकते हैं और इस कार्य के लिए आप पाठ 3 और पाठ 4 का संदर्भ ले सकते हैंI पाठ 4 हम पहले समझ चुके हैं और पाठ 3 के कुछ बिंदुओं को हम आज समझ चुके हैं और तब आप इस कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैंI